सेक्शन और सेक्शनल दृश्य सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे NPTEL के ऑनलाइन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम में आपका स्वागत है हम मॉड्यूल नंबर 5 व्याख्यान 45 पर हैं इस मॉड्यूल में हम मुख्य रूप से सेक्शन और सेक्शन व्यू पर ध्यान केंद्रित करेंगे कब हमें इस सेक्शन और सेक्शन व्यू की आवश्यकता होती है इसका महत्व क्या है ये सारी चीजें हैं जो हम अपने मॉड्यूल नंबर 5 में सीखने जा रहे हैं आइए हम अपने सेक्शन व्यू विषय को शुरू करें मुख्य रूप से प्रिज्म सिलिंडर पिरामिड शंकु या शायद असेंबली ड्रॉइंग को दर्शाने के और जहां विभिन्न भागों को इकट्ठा किया गया है एक साथ जोड़ा गया है इन जटिल विवरणों को समझने के लिए हमें इस सेक्शन की आवश्यकता है सेक्शन दृश्य बनाने का मुख्य कारण छिपी हुई रेखाओं का उन्मूलन करना है ताकि एक ड्राइंग को अधिक आसानी से समझा जा सके या कल्पना की जा सके उदाहरण के लिए यदि मैं ड्राइंग में एक सिलेंडर खींच रहा हूं यदि मैं इसे इस तरह दिखाना चाहता हूं तो शायद सामने का दृश्य और उस के ऊपर का दृश्य हम इसे उस तरीके से दर्शाते हैं कैसे पता चलेगा कि यह ठोस वस्तु है या खाली है तो इन चीजों को दर्शाने के लिए हमें इस तरह के सेक्शन द्र्श्य की आवश्यकता है उदाहरण के लिए अगर यह सिर्फ एक शीट धातु है तो जब हम इसको दर्शाते हैं तो बहुत छोटी मोटाई सामने के दृश्य में दिखती हैं हम नहीं जानते कि यह एक ठोस वस्तु है या यह एक खाली वस्तु है जब तक हम कट सेक्शन नहीं बनाते हैं और इस पहले भाग को हटा नहीं दें तब तक कुछ ऐसा दिखेगा के जहाँ शीट धातु को एक मोटी रेखा द्वारा दर्शाया जा सके यह इंगित करता है कि जहा धातु का भाग होगा उस हिस्से को लाल और जहा कोई धातु नहीं होगी वो हिस्से को सफेद रंग से दिखया हैं उस उद्देश्य के लिए हमें इन वर्गों की आवश्यकता है अधिक विवरण हम आगेकी कक्षा के दौरान सीखेंगे आमतौर पर इन सेक्शन की मदद से हम ड्राइंग की स्पष्टता में सुधार और पार्ट्स की आंतरिक सुविधाओ को प्रकट करने में मदद करता है और बहुत जटिल एसम्ब्ली की आंतरिक सुविधों को हम हमेशा इस सेक्शन तल पर पसंद की जाती हैं उदाहरण के लिए हमारे पास यह एक कोम्प्यूटर मॉनिटर है सामने के दृश्य में यह हम एक रक्टैंगल हिस्से की तरह कुछ देखेंगे लेकिन इसके अंदर क्या है यह हम नहीं जानते हैं इसलिए जो कोई भी इन कंप्यूटर मॉनिटर का निर्माण करना चाहता है या शायद उस मॉनिटर के आंतरिक सुविधाओ के बारे में जानने की कोशिश करता है उसे उदेस्य के लिए आमतौर पर ड्राइंग शीट पर यह सेक्शन लिया जाता हैं सबसे अच्छा हिस्सा वो है वह कुछ एक सेक्शन दृश्य की तरह दिखेंगा हम एक टुकड़ा बनाएगे जो इस कंप्यूटर मॉनीटरमे से गुजरता है तो इसके द्वारा शीर्ष भाग को हटा दिया जाए और नीचे के हिस्से की कल्पना की जाई तो हम समझ सकें कि किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक घटक उसके अंदर मौजूद हैं और उस तरह के ड्राइंग को आमतौर पर हम उत्पादन लाइन में प्रसारित करते हैं तो इस तरह से एक एसम्ब्ली बनाने के लिए है उस दृष्टि से सेक्शन व्यू बहुत सहायक हैं ये शायद हमारे पास एक लेखन कलम है इसलिए सामने के दृश्य से और इसी तरह शीर्ष दृश्य मे हमे केवल शंक्वाकार भाग के साथ बेलनाकार भागों जैसा कुछ दिखेगा लेकिन चाहे भीतर एक पतली रिफिल मौजूद हो मोटी रिफिल मौजूद हो ड्राइंग शीट पर उसके बारे में कैसे पता चलेगा जब आप अन्य एसम्ब्ली प्लान के साथ संचार कर रहे होते हैं तो आमतौर पर आप इन ड्राइंग शीटों को प्रसारित करते हैं जिस पर इसे दर्शाया जाता है तो आपके पास यह सेक्शन व्यू होना चाहिए तो शायद इस तरह की रीफिल इसका उपयोग कर रहे हो तो आप उसे देख सकते हो उस दृष्टिकोण के लिए भी हमें इन दर्शयों की आवश्यकता है इसलिए पारंपरिक सेक्शन दृश्य एक काल्पनिक कट तल के उपयोग पर आधारित होते हैं जो आंतरिक विशेषताओं को प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट से गुजरते हैं ऐसा नहीं है कि हम इसका टुकड़ा करते हैं लेकिन यह एक काल्पनिक प्रक्रिया की तरह है अगर किसी के पास उस तरह की सेक्शन की चीज हो तो अंदर में वे कैसे दिखते हैं ये हम जाचने की कोशिस करते हैं यह काल्पनिक कट तल डिजाइनर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और वस्तु के अंदर से पूरी तरह से जा सकता है यदि ऐसा हो रहा है तो हम इसे पूर्ण सेक्शन दृश्य कहते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास एक पानी की बोतल है और अगर हम इस तल के द्वारा कुछ इस तरह इसे स्लाइस करें तो हमें बैकसाइड पार्ट को B फ्रंट साइड पार्ट को F इस अग्र भाग को हटा दें और अगर आप पीछे का हिस्सा देख रहे हैं तो यह दिखता है शायद अगर इसे प्लास्टिक से बनाया जाए तो यह बहुत पतली मटिरियल है तो यह वह हिस्सा है जहां हमारे पास यह प्लास्टिक मटिरियल है और शेष जगह खाली है तो इस तरह की चीजों दर्शाने के लिए हम कुछ इस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं क्या हमें उन रेखाओं को काला करना चाहिए या किसी प्रकार की झुकी हुई रेखाओं को दिखाना चाहिए जिससे हैचिंग आदि हो सके तो इस सेक्शन और सेक्शन व्यू को कैसे दिखाया जाता हैं वो हम आगे के अध्याय मे सीखेंगे पूर्ण सेक्शनको हटाने के बजाय कोई आधा सेक्शन भी बना सकता है यह एक अच्छी चीज है जैसे वस्तु को आधे माध्यम से जानना कभी कभी सेक्शन न तो सामान्य और न ही इस क्षैतिज चीजों पर जा सकते हैं लेकिन कुछ झुके हुए व्यू पर भी इसे बना सकते हैं बहुत जटिल वस्तुओं अगर वहाँ मौजूद हैं तो जब तक हम उस तरह के सेक्शन व्यू को नहीं दिखाते तब तक हम यह समझने की स्थिति में नहीं होंगे कि उस मटिरियल के अंदर क्या है और कभी कभी यह पूरी तरह से वस्तु के अंदर से जाता है लेकिन टूटे हुए सेक्शन व्यू के बारे मे हम अधिक विवरण बाद में देखेंगे यह एक कट तल लाइन है जो दिखाता है कि कट तल ऑब्जेक्ट मे कहा से होकर गुजरता है यह कटिंग तल के किनारे का दृश्य दिखाता है और इसे सेक्शन व्यू से सटे व्यू में खींचा गया है तो दो अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं एक कट तल है दूसरा एक कट तल रेखा उदाहरण के लिए हमारे पास एक ब्लॉक है शायद यह एक कट तल है जो इन बिंदुओं से होकर गुजरता है जब हम इसे ऊपर के दृश्य से देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि एक तल है जो इस मटिरियल मे से गुजरता है उसे हम तीर के द्वारा यहा दिखाएंगे और यह वो हैं जिसे हम लाइन कट तल लाइन और एक कट तल कहते है एक उदाहरण लेते हैं यहाँ हमारे पास एक वस्तु है ये हॉल हैं जिनके माध्यम से इसे बोल्ट किया जा सकता है और यह अंदर का एक हॉल भाग है और हमारे पास उस तरफ थोड़ा सा टेपर है अगर हम कट सेक्शन बनाते हैं शायद यहाँ कट सेक्शन जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उस हिस्से तक हम इसे हटा दें इसी तरह उस हिस्से को हटा दें इसलिए अगर हम इस हिस्से को हटा सकते हैं तो बचे हुए हिस्से शायद ऐसा ही लगता है ऐसा करने से यह लाभ होता है हम देख सकते हैं कि यह बोल्ट किस लंबाई तक जा सकता है यहाँ यह सभी तरह से नीचे जाता है दूसरी बात हमारे पास एक स्टेप है ये स्टेप भी देखा जा सकता है और तीसरा एक यहाँ कि अंदर क्या टेपर है या कि नहीं हम उसे देख सकते हैं और उस मटिरियल की मोटाई भी देखी जा सकती है और आगे यह वही मोटाई है जिसे हम दोनों तरफ देखेंगे या नहीं इस तरह के जटिल विवरण हम आसानी से इस सेक्शन व्यू के माध्यम से देख सकते हैं इसलिए ड्राइंग शीट पर इन जटिल तीन आयामी आकृतियों को दर्शाने के बजाय आमतौर पर हम 2 डी स्केच के साथ जाते हैं विशेष रूप से प्रक्षेपण के साथ ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण और अगर यह इस वस्तु के बारे में है तो इस दिशा में यह सामने का दृश्य है हम इस और के अंतभाग से इसको देखेंगे यह अंतभाग इसके साथ मेल खाता है और हमारे पास बोल्ट प्रविष्टि की तरह की स्थिति कुछ इसतरह है कि हम इसे यहां दर्शा सकते हैं इसी तरह हम ये सारी चिजे यहा पर दर्शाते है और यह अंदर से खालीहै कि इसके लिए हमारे पास ये डेश लाइनें हैं यह एक टेपर भाग है यही कारण है कि हमारे पास एक टेपर है और यह खाली भाग है जो सभी तरह से नीचे की और जाता है इस तरह से हम इस पेद्स्त्रल प्रकार के ब्रैकेट के सामने के दृश्य को दिखाते हैं यदि हमारे पास एक कट सेक्शन है तो हम मटिरियल और 2 डी स्तर की आकृति को देख सकते हैं और हम उस पार्ट को दिखा सकते हैं केवल वह हिस्सा जहां किस स्तर तक यह होलो भाग इसे नोट कर सकता है और यह तल हैं जिसके माध्यम से यह कट सेक्शन वास्तव में गुजर रहा है और मटिरियल वहां मौजूद है तो आमतौर पर हम 45 डिग्री झुकी हुई रेखाएँ दिखाते हैं जहाँ मटिरियल मौजूद है और जिसे हम हैचिंग और हैच कहते हैं किसी के पास दिखाने को पूरा सेक्शन हो सकता है लेकिन यह सममित वस्तु के कारण है एक ही चीज़ दूसरी तरफ भी संपरमान करने की स्थिति में होगी इसलिए यह एक एक न्यूनतम तरीका है इस प्रकार की आकृति को दर्शाने का एक पूर्ण सेक्शन एक ही वस्तु दिखा सकता है इसके बजाय सामान्य रूप से मानक सम्मेलन है यदि ये सममित प्रकार की वस्तुएं हैं तो एक भाग का एक चौथाई भाग को हटा सकता है शेष भाग एक हैच लाइनों द्वारा दिखा शकते है और यह उस वस्तु का एक दृश्य है जो ये ऑब्जेक्ट का आगेका दृश्य है उदाहरण के लिए यदि हमारे पास इस तरह का बॉक्स है या फिर ब्लॉक हैं यदि कोई कट समतल है जो वो हमने चुना है तीर की दिशा इंगित कर रहे हैं की हम उस ऑब्जेक्ट को किस दिशा से निरीक्षण कर रहे हैं और यहा एक छोटी छोटी डेश लाइनें हैं इसलिए दो लंबी डेश लाइनों के बाद एक बहुत छोटी डेश लाइन ये प्रणाली से क्रमश इस लाइन को यहा पर हम दिखते हैं ये न केवल ऑब्जेक्ट की दरमयन हि नहीं होती बल्कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी विस्तारित होती हैं और पर कुछ तीर दर्शाया गया है और अगर हम ऐसा करते हैं सामान्य तरीके से देखनी की दिशा तीर की दिशा में है हम उस वस्तु को दूर रखते हैं और जो शेष भाग को हटा देती है तो तीर दिशा इस तरह से है इसका मतलब है कि यह हिस्सा हम इसे रखेंगे और यह हिस्सा हम इसे हटा देंगे जब हम इसे हटाते हैं उस दिशा में एक स्लाइस बनाने के बाद इसी तरह कट तल के माध्यम से आपके पास एक सेक्शन होता है यदि आप इसे हटा रहे हैं तो यहां कोई मटिरियल नहीं है यह सिर्फ खाली वैक्यूम है तो यह कारण है एक हमारे पास खाली चीज हैं लेकिन यह वह हिस्सा है जहां हमारे पास मटिरियल है जिस मटिरियल को हम यहा पर दिखा रहे हैं इसी तरह मटिरियल वहां मौजूद है यह वह तरीका है जिसके परिणामस्वरूप हम सेक्शन प्राप्त करते हैं आमतौर पर कट तल को एक मोटी डेश रेखा द्वारा दर्शाया जाता है जो ऑब्जेक्ट के किनारे को बाहर तक खींची जाती है यह उस वस्तु का अंत भाग है लेकिन यह उस पर 6 मिमी से गुजरता है जब आप एक सेक्शन दिखा रहे हैं तो न्यूनतम 6 मिमी लंबाई को हम बाहर की तरफ दिखाएंगे उदाहरण के लिए यदि वस्तु यह है आप इसे कट करना चाहते हैं आप इसे तरह से नहीं दिखाएंगे आप क्या करते हैं इन डेश लाइनों द्वारा उसे दर्शायागे हम इसे भाग को रखना चाहते हैं तब तीर दिशा उस दिशा में होनी चाहिए और यह वह है जिसे हम निकालना चाहते हैं और यह रेखा प्रत्येक छोर पर 90 डिग्री पर खिचेंगे और तीर के साथ इसे समाप्त करेंगे इसलिए यह हमेशा 90 डिग्री पर रखेंगे आइए हम एक और उदाहरण देखें यहां हमारे पास एक ब्लॉक है जिसके अंदर एक छेद है शायद इस तरफ कोई छेद नहीं है और हम इस पूरे खंड के सेक्शन व्यू पर विचार करना चाहेंगे यह एक सेक्शन कट तल हैं जो वो एक काल्पनिक तल है यह इन रेखाओं और तीर की दिशा से गुजरता है इसका मतलब है कि हम उस दृश्य को संरक्षित करना चाहते हैं और इस हिस्से को हटाना चाहते हैं तो यह हिस्सा बाहर आता है और शेष भाग हम दर्शाते हैं क्योंकि यह एक सेक्शन व्यू है हमारे पास हमेशा जो भी मटिरियल का भाग हो उसे हम हैचर्ड लाइनों द्वारा दर्शाएँगे इसी तरह यहाँ हैच और इसी तरह यह एक भाग है और तीर की दिशा पर ध्यान दें इसलिए यदि हम वस्तु के सामने के दृश्य और वस्तु के शीर्ष दृश्य को देख रहे हैं तो हम इसे देख सकते हैं हम इस दिशा में सामने का दृश्य देखना चाहेंगे शायद हम चाहेंगे की नीचे की ओर इस तरह से कल्पना करें या हम इस दिशा से सामने के दृश्य के रूप में देखना चाहते हैं और शेष शीर्ष दृश्य जो भी हम कल्पना करना चाहेंगे कि हम इसे उस तरह से दिखा रहे हैं अब यदि हम पहले कोण प्रक्षेपण का उपयोग कर रहे हैं तो सामने के दृश्य को सबसे ऊपर और ऊपर के दृश्य को नीचे की ओर दर्शाया जाता हैं यदि कोई तीसरे कोण के प्रक्षेपण के साथ जा रहा है तो आपके सामने का दृश्य और शीर्ष दृश्य यह हैं इसलिए उन दृश्य की दिशाओं के आधार पर हम देख सकते हैं कि सामने के दृश्य भाग में वह पर मटिरियल मौजूद है हालाँकि देखने की वजह से यह बिंदु वहाँ मैप करता है और हम इस लाइन को देखने की स्थिति में होंगे और इसे भी इसलिए हम इस पूर्ण भाग को देखने की स्थिति में होंगे और वहाँ से गुजरने वाला एक छोटा सा छेद है जिसे हम इस लंबी डैश डैश लाइन द्वारा दर्शा सकते हैं यह वह तरीका है जिससे हमें ऑब्जेक्ट का एक सेक्शनल व्यू मिलता है आमतौर पर सेक्शन को दूसरे दृश्य में दर्शाया जाएगा शायद यहां ये जो ऊपर का दृश्य हैं जहां उस सेक्शन पर विचार किया जाना है जो उस ब्लॉक के मध्य परतों से गुजर रहा है और हम इस हिस्से को हटाना चाहते हैं इस बारे में विचार रखें तब स्वाभाविक रूप से तीर हम उस तरह से दिखाएंगे हमें इस वस्तु के लिए इस दिशा में तीर नहीं दिखाना चाहिए यह इंगित करता है कि हम इसे बनाए रखना चाहते हैं लेकिन हम इसे दूर करना चाहते हैं जबकि मामला दूसरी तरह का है तो तीर दृष्टि की रेखा में होना चाहिए मूल रूप से दो प्रकार की लाइनें हैं जो इस कट तल लाइनों के लिए स्वीकार्य हैं या तो 6 मिमी के प्रत्येक डैश के साथ लंबी डेश लाइनें दिखाते हैं और इन लंबी डैश के बीच की दूरी 15 मिमी होगी और तीर हमेशा 90 डिग्री लाइन दिखाएंगे दूसरा रास्ता लंबी डैश दिखा रहा है और उसके बाद दो डेश लाइनें और फिर से लंबी डैश तो इस तरह से एक लंबे डैश के बाद छोटे दो डैश इन लंबे डैश और छोटे डैश के बीच का अंतर 15 मिमी है आमतौर पर इस लंबे डैश में लंबाई लगभग 20 मिमी से 40 मिमी और छोटी डैश में आमतौर पर 3 मिमी की लंबाई होती है और इस कट तल के लिए हम हमेशा बड़े अक्षरों का उपयोग करते हैं और इन्हें कट तल के प्रत्येक छोर पर रखा जाता है इसलिए आप कट तल C और C B और B द्वारा दिखा रहे हैं उदाहरण के लिए एक सिलेंडर के लिए हम कट प्लेन बनाना चाहते हैं यह कटा हुआ तल की दिशा है तो लंबी डैश के बाद दो छोटे डैश लंबे डैश के बाद दो डैश और इसी तरह से हम उस साइड व्यू को बनाए रखना चाहते हैं फिर यही प्लेन है और आमतौर पर यह एक BB AA और इतने पर समाप्त होता है ऐसे आगे और अगर ये बेलनाकार तरह की वस्तुएं हैं तो केंद्र रेखाएं होती हैं फिर एरो या सेंटर लाइन की तुलना में कट प्लेन लाइन को हमेशा पूर्वता दी जाती है आइए हम उस वस्तु को देखें उदाहरण के लिए यहां हमारे सामने एक दृश्य है शीर्ष का दृश्य हैं यदि यह तीसरे कोण के प्रक्षेपण में है और एक साइड व्यू हमारे पास है तो यहाँ हमारे पास एक लंबा डैश छोटा डैश लंबा डैश जैसा कुछ है जो केवल उस सर्कल या शायद सरक्युलर स्थान के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है और यहाँ हम लंबे डैश दिखा रहे हैं इसके बाद दो छोटे डैश लंबे डैश और ऐसे आगे हम इस सेक्शन व्यू को दर्शाते हैं जब हमारे पास इस तरह की चीज होती है तो हम केवल उस सेक्शन व्यू को दर्शाने की कोशिस करेंगे लेकिन हम केंद्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए लंबे डेश छोटा डेश लंबा डेश लाइन नहीं दिखाते हैं तो केंद्र रेखा की तुलना में यदि हमारे पास कोई सेक्शन व्यू मौजूद रेखा है और कट समतल रेखा हैं तो फिर को केवल उस कटी हुई प्लेन लाइन को ही दिखाना होगा इसलिए यदि हम इस भाग को हटा रहे हो जिस सेक्शन हम को प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेंगा क्योंकि हम इस भाग को हटा रहे हैं क्योंकि तीर दिशा इस दिशा में है इसलिए हम उस हिस्से को बनाए रखना चाहते हैं इस हिस्से को हटा दें जब हम ऐसा करते हैं तो साइड व्यू पर हम देख सकते हैं कि यह वह स्थान है जहाँ मटिरियल मौजूद है जिसको हम दिखाना चाहते हैं और क्योंकि यह एक खाली हिस्सा है यह भी एक खाली हिस्सा है इसलिए हमारे पास वहां कोई रेखा नहीं है यह सिर्फ एक फ्लोटिंग की तरह दिखता है इसी तरह हमारे पास अतिरिक्त मटिरियल और टेपर प्रकार के भाग हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास यह हिस्सा होगा अगर हमारे पास कुंठित सिलेंडर टेपर की गई कोई चीजें हैं तो हम हमेशा एक चौथाई सेक्शन व्यू के साथ उसे दर्शाते हैं इसलिए एक आधा सेक्शन दर्शाने की बजाई हम इस हिस्से को हटाने के लिए पूर्ण सेक्शन का उपयोग करते हैं जब हम उस हिस्से को हटा देते हैं यदि हम इस साइड से देख रहे हैं तो इस क्षेत्र में एक मटिरियल मौजूद है और वह वही है जो हम वहां देख रहे हैं इसी प्रकार हमारे पास यह ऑब्जेक्ट है जिसे इन चार स्थानों पर बोल्ट किया जा सकता है और इसमें यह बेलनाकार भाग है अब शीर्ष दृश्य से यदि आप देख रहे हैं यह एक सर्कल होगा और यहा आंतरिक सर्कल भी होते हैं जो इस छोटे से बोल्ट वाले भागों से घिरे होते हैं और जिस सेक्शन पर हम विचार करना चाहते हैं वह यह एक है और लंबे डैश के बाद दो छोटे डैश और इतने पर और हम उस हिस्से को बनाए रखना चाहेंगे और इस हिस्से को हटा देंगे अगर हम इस पूरे हिस्से को हटा दें फिर हमारे पास उस हिस्से के भीतर मटिरियल बाकी रहेगा तो हमारे पास उस हिस्से के भीतर वह मटिरियल है यह सभी ऊपर की तरफ से चला जाता है क्योंकि हम इस हिस्से को हटाने पर विचार कर रहे हैं इस तरह से हम इसे हटाना चाहेंगे जब हम उस हिस्से को हटा रहे हैं यह एक भाग जहा पर मटिरियल होगा शेष भाग हमेशा की तरह शीर्ष दृश्य जो भी देता है वैसे ही दिखेंगा इसी तरह ये सेक्शन व्यू जरूरी नहीं कि एक ही दृश्य पर हों सामने के दृश्य की तरह आप एक सेक्शन या शीर्ष दृश्य ले सकते हैं यह मुड़ा हुआ भी हो सकता है और इस तरह के सेक्शन भी हो शकते हैं उदाहरण के लिए यहां इसे देखें यह वही वस्तु है जो हमारे पास है सबसे पहले एक सेक्शन है इस भाग को बनाए रखें फिर से एक सेक्शन रखें फिर से एक और सेक्शन रखें फिर से एक और रखें फिर से एक सेक्शन रखें और इस पूरी बात का मतलब ये हैं की इस भाग को रखें और इस भाग को हटा दें यदि आप ऐसा करते हैं तो हम उस पर ध्यान दें यह वह हिस्सा है जिसे हम हटा रहे हैं और यह खाली है इसलिए हम यहां खाली हैं और यह वह हिस्सा है जिसे हम हटा रहे हैं तो हमारे पास एक डेशेड भाग है और यह पूरी चीज को हम इसे सामने से नहीं देख सकते हैं लेकिन फिर से यहाँ हमारे पास डेशड लाइन है बस आपको एक परिप्रेक्ष्य दृश्य देने के लिए यह 3 डी ऑब्जेक्ट मे यदि हम एक स्लाइस रख रहे हैं और इस सेक्शन को रख रहे हैं तो उस दिशा में इस भाग को हटाकर तब दृश्य कुछ हम को इस प्रकार दिखेंगा हैच दिशाओं पर ध्यान दें जहां मटिरियल मौजूद है क्योंकि सेक्शन केवल यहां माना जाता है लेकिन उस सर्कल के अंदर नहीं वह एक कारण हैं की सर्कल पूरा हो गया है इसी तरह यहां हमारे पास एक ठोस वर्तुलाकार आधार है अगर हम कट सेक्शन ले रहे हैं यहाँ आप देख सकते हैं दो छोटे डैश और उसके बाद लंबे डेश किए गए हैं एक और चीज़ यहा दिखाई देती हैं की यहाँ हम उस हिस्से को रखना चाहेंगे और शेष भाग को हटा देंगे फिर हम जहां कहीं भी मटिरियल निकाल रहे हैं यह सेक्शन को चीज है और जो हमारे पास बचे हुए पदार्थ हैं वह शेष हिस्सा खाली है आमतौर पर कट तल को विभिन्न शैलियों में दर्शाया जाता है एक वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर काटने वाला तल है किसी के पास क्षैतिज यानि हॉरिजॉन्टल कट तल भी हो सकते हैं सेक्शन तल प्रोफ़ाइल कट प्रकार के भी हो सकते हैं दूसरा वह तल है जिसे हमने सहायक तलो की तरह सीखा है इन सहायक वर्टिकल तल पर सहायक इच्छुक तल के द्वारा भी हम ऑब्जेक्ट मे कट ले सकते हैं इसलिए इस तरह की चीजें हैं जिन्हें हम सहायक सेक्शन प्लेन कहते हैं और कई बार ओबलिक सेक्शन व्यू भी हो शकता हैं अगली कक्षा में हम सेक्शन व्यू के बारे में अधिक जानेंगे और ड्राइंग शीट पर उनको कैसे दर्शाते हैं उसका अभ्यास करेंगे